डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने क्वेरी प्रोसेसिंग के संदर्भ में किया जाएगा और हमने सहमति व्यक्त की कि हम सीपीयू की उपेक्षा करेंगे और अन्य समय के लिए और फिर हमने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे कुछ एसक्यूएल किया जा सकता है इस मॉड्यूल में इसे देखते हुए हम क्वेरीज के बुनियादी मुद्दों को समझना चाहेंगे इसलिए जैसा कि हमने बहुत कम देखा है उसी क्वेरी कम से कम होनी चाहिए इसलिए हमें दो पहलुओं को समझने की आवश्यकता है एक क्वेरी को चुनते हैं इसलिए इन दो विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए तो क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन पर पेश करने के लिए आइए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं इसलिए मैं उस विश्वविद्यालय डेटाबेस का उल्लेख कर रहा हूं जिस पर हमने पहले चर्चा की है इसमें तीन रिलेशन करते हैं इसलिए यह हमें स्वाभाविक रूप से इंस्ट्रक्टर में कुछ course पढ़ा रहे हैं और हम इनका नाम और शीर्षक चाहते हैं इसलिए हम निर्देश इंस्ट्रक्टर का शीर्षक चाहते हैं जो व्यक्ति सिखा रहा है इसलिए यदि हम क्वेरी का परिणाम दें अब हम जो निरीक्षण करते हैं वह यह संभव है कि यदि आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट होना चाहिए इसलिए यदि हम इन रिलेशन्स है इस प्रकार इस संयुक्त के बाद अगर एक टपल नहीं होगा तो क्या होगा अगर जॉइन हमें वास्तव में करना चाहिए एक ही परिणाम प्राप्त करें तो ये हैं कि यह एक सरल उदाहरण है कि इक्विवैलेन्ट के संदर्भ में उपयोग कर सकते हैं तो क्या दिया कि यह एक और उदाहरण है जो हम दिखा रहे थे तो यहाँ क्वेरी टीचर उसने पढ़ाया है वह वर्ष 2009 का है इसलिए हम चाहते हैं कि ये और एसक्यूएल में यह ऐसा दिखता है इसलिए हम अंततः इससे क्या निरीक्षण कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि डिपार्टमेंट है इसलिए यदि हम एक अंतिम σdept name music कर रहे हैं तो यह संभव है कि मैं पहले डिपार्टमेंट में होता है इसलिए करें तो यहाँ हम दिखाते हैं कि इस ट्री किया जाएगा इसलिए यदि हम यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2009 कहां है और इस सेलेक्ट का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है हालांकि अगर मैं डिपार्टमेंट हो सकता है इसलिए मैं इसे खोजने के लिए उस इंडेक्स का उपयोग कर सकूंगा इसलिए जब हम इसे डाल रहे हैं और यहां हम इस इंडेक्स का उपयोग करेंगे तो यहां हम लीनियर स्कैन का उपयोग करेंगे इन्हें एनोटेशन किया जाना चाहिए फिर उन्हें इस अर्थ में पाइपलाइन होगा इसलिए हम उस हैश ज्वाइन हैं जो प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं और इस तरह के एक क्वेरी ट्री करने और परिणाम खोजने के लिए उपयोग करने में सक्षम होगा इसलिए यह मूल दृष्टिकोण है इसलिए ऑप्टिमाइजेशन का विशेष क्रम और एल्गोरिदम का उपयोग अनुक्रमित का उपयोग जो क्वेरी को संभवतः सबसे अधिक कुशल बना देगा और यह कॉस्ट तरीके से करते हैं इसलिए इस तरह के क्वेरी आधारित ऑप्टिमाइजेशन नियम क्या हैं इस प्रकार कि यह इक्विवैलेन्ट योजनाओं को प्राप्त करने के लिए एनोटेट करते हैं और फिर हम कॉस्ट होगी इसलिए कॉस्ट सूत्र का उपयोग आँकड़ों के माध्यम से भी किया जाएगा इसलिए इन सभी अनुमानों के आधार पर जिनकी अनुमानित कॉस्ट का जड़ है इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि पहला कदम रूपांतरों के माध्यम से वैकल्पिक एक्सप्रेशंस के समान भाव उत्पन्न करने में सक्षम होना है इसलिए हम रिलेशनल अलजेब्रा के माध्यम से फिर से देखते हैं और जांच लें कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस की समानता से क्या मतलब है इसलिए दो रिलेशनल का एक ही सेट उत्पन्न करते हैं तो यह केवल यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक उदाहरण के लिए यह एक ही परिणाम देता है इसलिए दो भाव समान हैं यदि मैं डेटाबेस का कोई कानूनी उदाहरण लेता हूं तो यह इक्विवैलेन्ट प्रदान करता है यदि वे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का उल्लंघन करते हैं तो यह उपयोगकर्ता की समस्या है तो हम डेटाबेस को वास्तव में परवाह नहीं करते हैं कि दो अभिव्यक्तियाँ समान या समान परिणाम देंगी हम यह भी ध्यान देते हैं कि SQL इनपुट आउटपुट में मल्टीसेट्स हो सकते हैं इसी तरह मल्टीसेट्स के मामले में भी संतुष्ट रहना होगा तो इसके आधार पर हम एक एक्विवैलेन्स को दूसरे और इसके विपरीत करने के लिए कर सकते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को समझना अपेक्षाकृत आसान है उन्हें रिलेशनल की संगत सेट सिद्धांतिक स्थिति का उपयोग करके औपचारिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है इसलिए हर रिलेशनल का प्रमाण यहां नहीं देंगे लेकिन यह आपको बहुत आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो स्थितियों Ɵ1 और Ɵ2 के आधार पर किसी रिलेशन ऑपरेशन भी सराहनीय है इसलिए यह हमें दो परिवर्तन नियम देता है और हम किसी भी तरह का उपयोग करना चाहते हैं ये सभी समान रूप देंगे इसलिए इन दो नियमों को लागू करने से हमें तीन रिलेशनल बहुत अधिक हो छोटे जाएगा इसलिए उस पर Ɵ1 को लागू करना आसान होगा या इसके विपरीत जो भी एक छोटा सा सेट है उदाहरण के लिए अन्य हो सकता है यदि आपके पास अनुमानों का एक क्रम है तो स्वाभाविक रूप से उस क्रम में अंतिम प्रोजेक्शन जो आपने किया है वह बरकरार है इसलिए यदि हमारे पास अनुमानों का एक क्रम है जो केवल अंतिम प्रोजेक्शन कर रहा है तो अन्य सभी अनुमानों को वास्तव में अनदेखा किया जा सकता है सेलेक्ट करने के लिए बराबर है यह लगभग परिभाषा है और अगर मेरे पास σƟ1 हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाएं हाथ की तरफ दाहिने हाथ की तरफ या इसके विपरीत का मतलब है कि दोनों में से किसी एक का अर्थ है वे वास्तव में उस अर्थ में समान हैं फिर Ɵ ज्वाइन को बदल सकते हैं इसलिए यह उदाहरण के लिए प्रभावित हो सकता है आपने नेस्टेड जॉइन वाले को चुनेंगे परिवर्तन नियमों का अगला सेट हमें बताता है कि ज्वाइन ऑपरेशन ऐसा करना संभव है यहां देखें कि बाईं ओर यह प्रतिबंध कि शर्त Ɵ2 पर नहीं है यह E1 की विशेषताओं का भी उपयोग कर सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे इस तरीके से सरल करना संभव है और ये समान नियम हैं जो हमारे पास हैं तो अक्सर हम इस रूप में नियमों को आकर्षित करेंगे बस आपको एक को समझाने के लिए यह ज्वाइन की संबद्धता ज्वाइन अस्सोसिएटिविटी को दर्शाता है तो यहाँ आप जो कह रहे हैं वह पहले आप E1 E2 करते हैं और परिणाम के साथ आप E3 करते हैं

तो हम अक्सर उन्हें पार्स ट्रीज हैं तो यह परिवर्तन लागू नहीं होगा यह परिवर्तन संभव नहीं होगा इसलिए ये कुछ परिवर्तन नियम हैं जो सेलेक्ट ऑपरेशन में वितरित करते हैं इसलिए मैं कर सकता हूं मैं देख सकता हूं कि यहां Ɵ जॉइन है और फिर मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूं इसलिए मैं पहले सेलेक्ट शामिल होने चाहिए अन्यथा यह मान्य नहीं होगा और इसी तरह एक और वितरण नियम यहाँ दिखाया गया है जहाँ आप σƟ1Ɵ2 शामिल हैं यदि आप संबंधित सेट सिद्धांत के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत सीधे नियम हैं इसलिए अन्य नियम प्रोजेक्शन हैं तो अगर L3 E1 के ऐट्रिब्यूट्स स्थिति हैं Ɵ और L4 जो हैं तो आपको ज्वाइन कंडीशन Ɵ है तो जो आप कह रहे हैं कि आप में से L3 के ऐट्रिब्यूट्स वितरित करने में और परिणामों को छोटा करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह एक और संभावित परिवर्तन है कि अब अंत में सेट थेरैटिक ऑपरेशन भी हैं सेलेक्ट करता है तो आप अपवादों को देख सकते हैं यहां आप इसका कारण जान सकते हैं इसलिए हमारे पास संक्षेप में है कि हमने प्रत्येक के द्वारा अलग अलग परिवर्तन नियमों का एक सेट प्रस्तुत किया है जिसमें आप इक्विवैलेन्ट आएगी इसलिए एक अभ्यास और इसलिए उन पर काम करें आइए एक दो उदाहरणों के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ एक क्वेरी का पता लगाता है इसलिए कुछ समय पहले हमने इसे देखा था यह वह है जो रिलेशनल अलजेब्रा कर रहे हैं और फिर उसके साथ इंस्ट्रक्टर है तो आप पहले इस सेलेक्ट के बाद किया जा रहा है इसलिए projected रिलेशन का नाम नहीं है तो डिपार्टमेंट शामिल है इसलिए मैं पहले यह कर सकता हूं कि मैं इसे जल्दी कर सकता हूं मैं इस सेलेक्ट को जल्दी कर सकता हूं और इसे बाहर निकाल सकता हूं और फिर अंतिम ज्वाइन ऑपरेशन कर सकता हूं तो उस प्रक्रिया में संभवतः यह रिलेशन होने की उम्मीद नहीं करते हैं इसलिए सेलेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा तो यह एक उदाहरण है यह एक और उदाहरण क्वेरी है जिसे हम म्यूजिक के titles के साथ तो यहाँ एक संबंधित है यहाँ संबंधित रिलेशन क्वेरी है जो आप खुद को समझा सकते हैं वास्तव में एक ही है और फिर हम नियम 6a का उपयोग करके रूपांतरण कर सकते हैं जो मैंने यहां दिखाया है जो मूल रूप से संयुक्त की संगति पहले और फिर जुड़ गए हैं और तब पहला रिलेशन उसी के साथ जुड़ता है यहां हम पहले और दूसरे से ज्वाइन में है तो यह डिपार्टमेंट में है इसलिए मुझे जल्दी सेलेक्ट करना चाहिए इसलिए स्वाभाविक रूप से इनमें से प्रत्येक पूरे इंस्ट्रक्टर भी छोटा होगा तो जिसका अर्थ है कि अंततः यह हिस्सा क्वेरी का यह हिस्सा परिणाम में आकार में बहुत छोटा हो जाएगा और परिणामी दूसरा ज्वाइन प्रदर्शन करने के लिए बहुत छोटा होगा तो यह स्वाभाविक रूप से यह देगा जबकि अगर हम पहले इन सभी ज्वाइन भी होते थे तो ये अलग अलग उदाहरण हैं इसलिए यह वही उदाहरण है जिसे ट्री के संदर्भ में दिखाया जा रहा है इसलिए हम परिवर्तन नियमों का उपयोग करके खुद को समझा सकते हैं कि वे वास्तव में समान हैं और फिर निश्चित रूप से वे आपको एक महत्वपूर्ण लाभ देते हैं और अब यह एक उदाहरण है जो बताता है कि आप प्रोजेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ है कि आप क्या करना चाहते थे और जब हम गणना करते हैं तो हमें इस फॉर्म का एक रिलेशन अधिक कुशल होंगे आप ये भी उदाहरण हैं जहां आप इस तथ्य का ध्यान रख सकते हैं कि आप उदाहरण के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्वाइन में शामिल होना है तो मैं या तो पहले इसे या पहले इसे कर सकता हूं अब अगर मैं यह पहला करना होगा यदि मैं पहले ऐसा करता हूं तो यह एक अस्थायी रिलेशन करूँगा इसलिए अगर यह काफी बड़ा है तो इसकी तुलना में तो मैं ऐसा करने से बेहतर हो जाऊंगा और क्वेरी के लिए सक्षम हो जाऊंगा तो यहाँ एक उदाहरण है फिर से दो ज्वाइन का इसलिए जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम वास्तव में इसके बजाय यह कर रहे हैं तो वास्तव में इसे पहले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यह सेट बहुत छोटा होगा अगर यह सेट बहुत छोटा है तो स्वाभाविक रूप से यह संयुक्त बहुत छोटा होगा और यह मेमोरी की उम्मीद थी इसलिए मूल रूप से इसलिए रणनीति यह बताती है कि एक क्वेरी उत्पन्न करने होंगे तो समकक्ष एक्सप्रेशंस की संख्या वास्तव में बड़ी हो सकती है इसलिए हमें इन सभी वैकल्पिक समकक्ष एक्सप्रेशंस करना होगा तो यह बहुत महंगा हो सकता है क्योंकि वैकल्पिक की संख्या वास्तव में वास्तव में बड़ी हो सकती है इसलिए ऑप्टिमाइजेशन योजनाओं की देखभाल के लिए केवल अलग अलग विशेष प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं अब ऐसा करने का एक तरीका उदाहरण के लिए है अगर हम कह रहे हैं कि दो रिलेशन्स वास्तव में हुआ था तो अगर ऐसा है तो वैकल्पिक उत्पन्न करने के मामले में हमें वास्तव में एक्सप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है हम वास्तव में जैसा कुछ कर सकते हैं सॉरी हम वास्तव में कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमें एक ज्वाइन होता और फिर वास्तव में E1 के इवैल्यूएशन यदि आपने किसी भी समय कंपाइलर में एक्सप्रेशन का अध्ययन किया है तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे यह वही रणनीति है जिसका उपयोग यहां किया जाता है इसलिए यदि आप डुप्लिकेट उप एक्सप्रेशंस का पता लगा सकते हैं तो आपके पास केवल एक प्रति हो सकती है और आप चीजों को चलाने के लिए अधिक कुशल बना सकते हैं इसलिए ऐसा करने के लिए सामान्य रणनीति एक डाइनेमिक को हल करने की आवश्यकता नहीं है हम फिर से उसी पूर्व परिणाम का पुन उपयोग कर सकते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो इस तरह से हम सामान्य उप एक्सप्रेशंस के लिए सबसे अच्छी योजना के लिए योजना पा सकते हैं और फिर बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए पहले से मॉड्यूल में क्वेरी प्रोसेसिंग की धारणाओं से शुरू होने वाले इस मॉड्यूल में हमने क्वेरीज में बदल सकते हैं और फिर आप अनुमानित कॉस्ट प्रोग्रामिंग आमतौर पर ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है इसलिए पिछले मॉड्यूल के माध्यम से और इस एक को हमने बहुत प्राथमिक रूप में लिया है जो मुझे कहना चाहिए लेकिन यह आपको कुछ विचार देगा कि वास्तव में एक SQL क्वेरी कैसे रिलेशनल अलजेब्रा की जाती है और अंत में एक इवैल्यूएशन पारित की जाती है और फिर वह आगे बढ़ता है और योजना के अनुसार बी ट्री है